सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक ट्रुथ टेबल को बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं जिसके लिए हमने मिनटर्म बेस्ड SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन देखा था और मैक्सटर्म बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने यह भी देखा कि उसे कैसे रियलाइज कर सकते हैं AND बैंक और आखिर में OR गेट लगाकर SOP रियलाइजेशन के लिए और OR बैंक और फाइनल स्टेज में AND गेट से POS रिप्रेजेंटेशन का हमने यह भी देखा कि NAND NAND और NOR NOR इक्विवेलेंट सर्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें यदि और सिंपलीफाइड या मिनिमाइज रिलाइजेशन ट्रुथ टेबल की जरूरत हो तो हमें मिनटर्म बेस्ड या मैक्सटर्म बेस्ड एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा या फिर क्या उससे भी एक अच्छा मेथड हो सकता है तो कार्नो मैप हमें एक कन्वीनियंट मैथड देता है SOP या POS बेस्ड एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसे कैसे सिंपलीफाई करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल को हम कार्नो मैप के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम देखेंगे कार्नो मैप सिंपलीफिकेशन में डोंट केयर का इस्तेमाल एक उदाहरण लेते हुए और फिर हम ड्यूल सर्किट और सेल्फ ड्यूल फंक्शन के बारे में देखेंगे कार्नो मैप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में हम असल में क्या करते हैं ट्रुथ टेबल को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं ट्रुथ टेबल जो हमने पहले देखा था यदि दो वेरिएबल ट्रुथ टेबल हो तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे चार कंबीनेशन पॉसिबल है और फिर हमने उसका करेस्पॉन्डिंग फंक्शन आउटपुट आप यहां देख सकते है तो टू वेरिएबल कार्नो मैप प्रेजेंटेशन में ऐसा एक रैक्टेंगुलर पर होता है जहां इस साइड में वेरिएबल A होता है और इस साइड में वेरिएबल B 0 और 1 वैल्यूस B के लिए इस कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं यह कॉलम B हमेशा 0 रहता है वह रिप्रेजेंट करता है और यह कॉलम B हमेशा 1 रहता है वह रिप्रेजेंट करता है यह रो A हमेशा 1 रिप्रेजेंट करता है और यह रो A हमेशा 0 रिप्रेजेंट करता है तो क्रॉस पॉइंट पर आप को A और B का स्पेसिफिक कॉन्बिनेशन मिलता है तो यह पर्टिकुलर प्लेस 0 0 के कॉन्बिनेशन का है यह 0 1 का यह 1 0 का और यह 1 1 का तो चारों चीज जो आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं उसे हम कार्नो मैप में रिस्पेक्टिव लोकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और मिनटर्म के तौर पर यदि आप इसे देखें तो हर एक स्पेस में यदि 1 हो तो A बार B बार उसका करेस्पॉन्डिंग मिनटर्म है A बार B यहां पर मिनटर्म रहेगा A B बार यहां पर मिनटर्म रहेगा और A B यहां पर मिनटर्म रहेगा हमें पहले से ही पता है कि मिनटर्म को हम उसके डेसिमल सफिक्स के तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यह m0 है यह m1 है यह m2 है और यह m3 है तो इस तरीके से हम कार्नो मैप का टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन को देखते है और इसे हम एक्सटेंड करेंगे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल या मल्टीवेरिएबल केसस के लिए यदि हम ट्रुथ टेबल को देखें जो हमने पहले देखा था वह यहां पर है उस ट्रुथ टेबल के पहले जोकि सिंपल है जहां पर दो ही 1's है तो उसका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट हम देख सकते हैं 0 0 का 0 है 0 1 का 0 है 1 0 का 1 है और 1 1 का 1 है तो यह इसका मैपिंग है और जो पहले हमने देखा था उसमें 0 0 का आउटपुट 0 है और बाकी तीनों के लिए याने की 0 1 1 0 और 1 1 के लिए आउटपुट 1 है तो यह ट्रुथ टेबल जब उसे हम मैप करते हैं कार्नो मैप से तो कुछ इस तरीके से दिखता है अब यदि आप इस रिप्रेजेंटेशन को देखें और जू लॉजिकल कनेक्शन आउटपुट और इनपुट के बीच है उसे देखें तो हम क्या देखते हैं यह कि इस ट्रुथ टेबल में वह एवीडेंट है की आउटपुट तब 1 है जब A 1 है और आउटपुट तब 0 है जब A 0 है फिर B का वैल्यू चाहे कुछ भी हो आप देख सकते हैं कि जब A 0 तब आउटपुट 0 है यह दो केसेस है और A 1 है तब आउटपुट 1 है तो ट्रुथ टेबल से हम यह देख सकते हैं कि आउटपुट Y A को फॉलो कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि Y इक्वल टू A है तो यह रो जहां A का वैल्यू 1 पर रहता है फिर B चाहे 0 से 1 में चेंज हो जाए तो B बार मतलब 0 है B मतलब 1 है तो B का वैल्यू भले चेंज हो जाए A का वैल्यू 1 पर ही रहता है तो आउटपुट Y 1 पर ही रहता है हम देख सकते हैं कि आउटपुट 0 है जब A 0 पर रहता है तो हम लिख सकते हैं Y इक्वल टू A इन दो वैल्यू को देखकर जिसे हम साथ में ग्रुप कर सकते हैं तो आप यह प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं फिर से यह 1 1 प्रेजेंट है तो यह पर्टिकुलर ग्रुप हमें A दे सकता है यदि यह 1 प्रेजेंट नहीं होता मिनिमाइज वर्जन ऑफ A जो कि पहला ऐसा केस था नहीं तो AB बार प्लस AB यह दो मिनटर्मस AB बार और AB मैं से कंप्लीमेंट्रिटी के हिसाब से हमें A मिलता है तो यह A यहां पर आता है और अगर यह नहीं होता केवल B होता तो यह दो 1's मौजूद थे जिसका मतलब यह 1 और यह 1 है तो यह केस है जब B इन दो केसस के लिए मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि जब B 1 है आउटपुट 1 है और इन दोनों को हम साथ में ग्रुप कर सकते हैं और इसके एप्सनस पर इसे B मिला होता Y इक्वल टू B है तो यह दोनों को हम साथ में सम कर सकते हैं और हमें Y इक्वल टू A प्लस B या Y इक्वल टू A OR B ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो यह कुछ ऐसा चीज है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं उससे जो हमने पहले किया है और उसका बेसिक रिलेशनशिप और ट्रुथ टेबल पर एक जनरलाइजड रूल या मेथड हो सकता है जिससे हम इन चीजों को ग्रुप कर सकते हैं हमारे पास ऐसा मेथड है जिसके लिए हम SOP सिंपलीफिकेशन रूल को देखेंगे जो इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएगा तो उसके लिए हम सबसे पहले कार्नो मैप का 3 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास तीन वैरियेबल्स है A B और C तो एक साइड पर आपके पास C है 0 और 1 पर जो कि हमसे मिला है जो हमने पहले देखा था और इस साइड पर हमारे पास AB है तो AB के चारपॉसिबिलिटीज है 0 0 0 1 1 1 और 1 0 अब देख सकते हैं कि 0 1 के बाद हम 1 0 पर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम 1 1 पर जा रहे हैं यह इसलिए क्योंकि हम नेबरहुड पोजीशंस पर यानी कि दो नेबरिंग पोजीशन पर या दो एडजेसेंट पोजीशन पर लॉजिकल एडजेंसी के लिए देख रहे हैं जो हमें ग्रुप बनाने में मदद करेगा लॉजिकल एडजेंसी का यह मतलब है कि दो पोजीशन के बीच में केवल एक ही वैल्यू चेंज होता है जाने की A B C में से कोई एक वैल्यू चेंज होगा तो यह पर्टिकुलर पोजीशन आप देख सकते हैं 0 0 1 है जिसका मतलब A बार B बार C है अगला पोजीशन 0 1 0 है उसका अगला पोजीशन 1 1 0 है तो केवल A चेंज हो रहा है A बार से A में तो अगर यह 1 0 होता तो दो वैल्यूस चेंज होते यानी कि A चेंज होता और B भी चेंज होता जो कि हम यहां पर अलाउ नहीं कर रहे हैं ताकि ग्रुप फॉर्म होने का एक कन्वीनियंट तरीका मिले तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब हम 3 वेरिएबल के लिए कार्नो मैप फॉर्म करते हैं दूसरा साइड सेम है अब हम एक उदाहरण देखेंगे इस उदाहरण में एक फंक्शन है जहां पर 2 4 5 6 7 मिनटर्मस है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम m0 m1 इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं केवल उनके डेसिमल इक्विवेलेंट को लिख रहे हैं तो 0 0 0 मतलब 0 है 0 0 1 मतलब 1 है फिर 2 3 क्योंकि A B बार 1 0 यहां पर आ रहा है तो 4 5 यहां पर है और फिर 1 1 0 जोकि 6 है और 1 1 1 जो कि 7 है तो मिनटर्मस इस तरीके से है तो यह मिनटर्म का सफिक्स के बारे में मेंशन किया है तो इस उदाहरण में 2 4 5 67 है तो 0 1 0 2 है तो यहां पर 1 मौजूद है और 4 5 6 7 4 यहां पर है 5 यहां पर 6 यहां पर और 7 यहां पर है तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल को 3 वेरिएबल कार्नो मैप में कन्वर्ट करते हैं अब हम ग्रुप कैसे करेंगे हम देखेंगे सबसे बड़ा लॉजिकली एडजेसेंट ग्रुप को जिसका साइजं 2 का इंटिजर पावर है तो 2 का इंटिजर पावर मतलब क्या 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 ऐसे तो उसका मतलब 1 2 4 8 साइज का ग्रुप बनाना है तो यह सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं सबसे बड़ा ग्रुप फॉर्म करते वक्त वह लॉजिकली एडजेसेंट होना चाहिए और रैक्टेंगल तरीके का होना चाहिए जैसे आपको यहां दिख रहा है जब लॉजिकली एडजेसेंट का बात करते वक्त इसके बारे में कुछ और डिस्कशन हम बाद में करेंगे तो जो ग्रुप हम यहां पर फॉर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं यह 4 का ग्रुप है 4 का सबसे बड़ा ग्रुप है जो हम बना सकते हैं और यह दूसरा ग्रुप है जो हम बना सकते हैं जो सारे 1's को कवर करता है SOP रिलाइजेशन में हमें 1's को कवर करना होता है और हर एक ग्रुप हमें एक प्रोडक्ट टर्म देता है उसी तरीके से जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था तो एक A देता है और दूसरा B देता है और हम A और B का समेशन लेते हैं तो हमें Y इक्वल टू A प्लस B मिलता है दूसरे उदाहरण के लिए 2 वेरिएबल केस के लिए जो हमने पहले देखा था तो यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुप को जब आप देखते हैं तो प्रोडक्ट टर्म इसमें से आएगा और हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल इस ग्रुप के अंतर्गत कांस्टेंट रहता है यानी कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है तो यदि आप इस ग्रुप के अंतर्गत देखें तो C चेंज हो रहा है C से C बार में इस डायरेक्शन में और B चेंज हो रहा है B से B बार में तो केवल A चेंज नहीं हो रहा है तो इस प्रोडक्ट टर्म में केवल एक ही वेरिएबल रहेगा जो कि A है और दूसरे वेरिएबल क्योंकि वह चेंज हो रहा है तो वह नहीं रहेगा तो यह एक प्रोडक्ट टर्म फॉर्म करता है और यह दूसरा ग्रुप है इस ग्रुप में हम फिर से देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है तो हम देख सकते हैं की B चेंज नहीं हो रहा है और C भी चेंज नहीं हो रहा है वह C बार वाले वैल्यू में ही रह रहे हैं तो यह B C बार का प्रोडक्ट जेनरेट करेगा और इस पर्टिकुलर ग्रुप में A चेंज हो रहा है A से A बार में तो साथ में जब हम इसे सम करते हैं तो हमें A प्लस B C प्राइम मिलता है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल का SOP रिलाइजेशन है यदि आप इसे रूल के तौर पर लिखते हैं तो सबसे बड़ा लॉजिकली एडजेसेंट ग्रुप जिसका साइज 2 टू द पावर i है जो कि 2 का इंटीजर पावर है तो हम देखेंगे कि सारे 1's को कवर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुपस है हर ग्रुप एक प्रोडक्ट टर्म देगा प्रोडक्ट टर्मस मैं जो वैरियेबल्स कांस्टेंट रहते हैं और अगर उसका वैल्यू 1 रहा तो वह अनप्राइमड रहेगा और अगर उसका वैल्यू 0 रहा तो वह प्राइमड रहेगा तो यहां पर जो कांस्टेंट रह रहा है 0 वैल्यू के साथ तो उसे हम C प्राइम ऐसे लिखेंगे और यहां पर B कांस्टेंट रहा है वैल्यू 1 के साथ तो B अनप्राइमड या अनकंपलीमेंटेड ही रहेगा सारे प्रोडक्ट टर्मस तो फिर हम सम करेंगे तो इस तरीके से हम कार्नो मैप बेस्ड सिंपलीफिकेशन SOP फॉर्म करते हैं अब हम इसे 4 वेरिएबल कार्नो मैप के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं तो 4 वेरिएबल कार्नो मैप के लिए हमारे पास एक रैक्टेंगुलर स्पेस होगा जहां पर 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगे याने की 16 डिफरेंट लोकेशन होंगे तो आप देख सकते हैं एक साइड AB है और दूसरे साइड CD है तो AB के पास वैल्यू 0 0 0 1 11 10 है जैसे मैंने पहले कहा था लॉजिकल एडजेंसी के लिए हम 1 1 को 1 0 से पहले लिखते हैं उसी तरीके से CD के लिए वैल्यू 0 0 0 1 11 10 है जैसे मैंने पहले कहा था लॉजिकल एडजेंसी के लिए हम 1 1 को 1 0 से पहले लिखते हैं तो करेस्पॉन्डिंग मिनटर्म्स के लिए सफिक्स डेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा 0 1 क्योंकि 1 1 है यहां पर 1 0 यहां पर तो 0 1 के बाद 2 आता है यानी कि 2 यहां पर है फिर 3 4 5 6 7 यहां पर है क्योंकि 1 1 यहां पर प्रजेंट है 8 9 10 11और फिर 12 13 14 और यहां 15 है तो यह 4 वेरिएबल कार्नो मैप है और यह मिनटर्म्स के पोजीशन है YFABCDm01268101314 यदि हम यह उदाहरण लेते हैं तो इस उदाहरण में हमारे पास मिनटर्म्स 0 1 2 6 8 10 13 14 है केवल एक ही उदाहरण तो 0 यहां पर फिर 1 तो 0 1 2 उसके बाद 6 है तो यह 3 4 5 और यह 6 है फिर यह 7 है तो यह 8 9 10 है फिर यह 11 है और यह 12 है यह 13 और यह 14 है तो सारे मिनटर्मस जो ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है वह कार्नो मैप में है तो अब यह सारे मौजूद है और अब हमें सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है जिसका साइज 1 2 4 8 होना चाहिए मेरा मतलब है लॉजिकली आप इन ग्रुप को कैसे एसोसिएट कर सकते हो उसके बेसिस पर हमें ग्रुप फॉर्म करना है तो हम देखते हैं कि इन चार 1's हम साथ में ग्रुप कर सकते हैं और वह कौन सा प्रोडक्ट जेनरेट करेगा जो वेरिएबल कांस्टेंट रह रहा है तो C और D कांस्टेंट रह रहा है C वैल्यू 1 के साथ और D वैल्यू 0 के साथ तो उसका करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म C D बार होगा इस ग्रुप में A और B चेंज हो रहा है अब दूसरा ग्रुप जोकि पॉसिबल है तो यह दूसरा ग्रुप है यह येलो कलर का बैकग्राउंड वाला तो उसके लिए A बार B बार और C बार है तो यह है जो कांस्टेंट रह रहा है और D चेंज हो रहा है D से D बार में इसके लिए हम इसे किसी के साथ ग्रुप नहीं कर सकते हैं तो यह सारे वैरियेबल्स है जो पिक्चर में आ रहे हैं A B C प्राइम D तो इस साइड से A B और कॉलम साइड से C प्राइम D है अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो मैं कह रही थी जहां यह सारे एवीडेंट है हमें नोट करना है उनका जो एडजस पर है तो एडजस पर मान लो यह पर्टिकुलर वाले में यह लोकेशन A B बार C बार D बार है और यदि हम दूसरे वाले को देखें तो वह A B बार C D बार है यह वाला A B बार C बार D बार है तो यह एक लोकेशन है और यह एक लोकेशन है अब इन दो लोकेशन के बीच में आप देख सकते हैं A B बार C बार तो यह A B बार D बार है और केवल C चेंज हो रहा है C से C बार में तो केवल एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हालांकि यह दोनों फिजिकली एडजेसेंट नहीं है पर यह दोनों लॉजिकली एडजेसेंट है तो कुछ और नहीं रहा तो यह वाला और यह वाला प्रेजेंट रहेगा और हम इन दोनों का एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं यहां पर कौन से टर्म्स कांस्टेंट रह रहे हैं तो वह A B प्राइम C प्राइम है क्योंकि D चेंज हो रहा है तो वह उसका करेस्पॉन्डिंग टर्म होगा तो इस तरीके से हम यह चारों कॉर्नर वाले टर्मस जो हमें ब्राउन कलर में दिख रहा है उसे हम ग्रुप कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं इन चारों कॉर्नर में B कांस्टेंट रह रहा है B प्राइम के तौर पर और D प्राइम भी कांस्टेंट है तो दूसरा टर्म B प्राइम D प्राइम है तो यह वेलीड है 3 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए और यदि हम कार्नो वैल्यूस को देखें तो हम एक लॉजिकल ऐडजेंसी देख सकते हैं YFABCDBDCDABCABCD तो आखिर में जो चार प्रोडक्ट टर्मस हमें मिला है उसे हम सम करेंगे और फिर हमें करेस्पॉन्डिंग कार्नो मैप रिप्रेजेंटेशन मिलता है अब हम कार्नो मैप में डोंट केयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वह देखेंगे तो डोंट केयर का मतलब क्या है कुछ इनपुट कॉन्बिनेशन जो कोई इंटरेस्ट के नहीं है अपने लिए उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास एक डिजाइन प्रॉब्लम है जहां सर्किट को इनपुट बायनरी कोडेड डेसिमल में है तो डेसिमल नंबर इनपुट 0 से लेकर 9 तक है जिसका बायनरी कोडिंग 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1 तक है तो जब भी इनपुट ऑड है मतलब 1 3 5 7 9 है तो आउटपुट हाई रहेगा वरना आउटपुट लो रहेगा तो इस कोड के लिए जो वेरिएबल इनपुट्स है कार्नो मैप के लिए जैसे आप जानते हैं तो इसमें 16 पॉसिबिलिटीज है पर 0 से 9 के बाद याने की 10 से 15 डेसिमल इक्विवेलेंट हमें उनके बारे में केयर नहीं करना है क्योंकि वह इनपुट कभी आएगा ही नहीं इनपुट को हमने BCD यानी कि बायनरी कोडेड डेसिमल इनपुट ऐसे मेंशन किया है तो SOP रिप्रेजेंटेशन में हम यह मिनटर्म्स को लिखेंगे तो मिनटर्म्स 1 3 5 7 9 है और 10 से लेकर 15 तक डोंट केयर है और ट्रुथ टेबल में भी उसे हम X ऐसे लिखते हैं X का मतलब वह 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है जिसके बारे में हम असल में केयर नहीं करते हैं तो कार्नो मैप के मैपिंग में उसे हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो कार्नो मैपिंग में आपके मिनटर्म्स है 1 1 2 फिर यह 3 है यह 5 है यह 7 है और यह 9 है तो 1 3 5 7 9 इन जगहों पर हम 1's लिखेंगे और 0 से लेकर 9 तक के बाकी के लोकेशन याने की 0 2 4 6 8 इन जगहों पर हम 0 लिखेंगे और 10 11 12 13 14 15 यह सारे डोंट केयर है तो अब हमें सबसे बड़ा साइज का ग्रुप फॉर्म करना है तो शुरुआत करते हुए यदि हमें डोंट केयर को हैंडल करने नहीं आता है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा उसे हम इग्नोर कर सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं सबसे बड़ा ग्रुप बनाने का उन लोकेशन को यूज करके जहां पर 1's है तो इस केस में सबसे बड़ा वाला ग्रुप यह है और यह दूसरा वाला है और जैसे मैंने कहा था एडजस पर वह लॉजिकली एडजेसेंट है तो उससे हमें A प्राइम D मिलता है दूसरे वाले से हमें B प्राइम C प्राइम D मिलता है तो यह एक्सप्रेशन हमें मिलता है जब हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस डोंट केयर को 0 कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको कहीं भी कवर नहीं किया है तो यदि हम वैल्यू 1 0 1 0 जो कि डेसिमल 10 है पुट करते हैं तो यहां पर आउटपुट जो जनरेट होगा यदि हम उन वैल्यू को सब्सीट्यूट करें तो Y इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि हम इन्हें 0 जैसे ट्रीट कर रहे हैं जबकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन्हें या तो 0 या 1 ऐसे ट्रीट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि हम इनके बारे में केयर नहीं करते हैं तो यदि हम X को डोंट केयर मानते हैं तो इसे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं यदि वह मदद करता हो सबसे बड़ा ग्रुप फॉर्म करने के लिए जो कि 2 टू द पावर इंटीजर के साइज का होगा तो जब हम ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह तीन डोंट केयर कंडीशन को हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप सारे 1's को कवर कर सकता है और फिर इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि केवल D कांस्टेंट रह रहा है और A B C चेंज हो रहा है तो Y इक्वल टू D बन जाता है तो जब भी हमें वह कन्वीनियंट होगा हम इन डोंट केयर को 1 कंसीडर करेंगे यदि वह हमें बड़े साइज का ग्रुप फॉर्म करने में मदद करता हो तो और हमें यह चीज ट्रुथ टेबल से भी एवीडेंट है की Y का उत्तर D है अगर आप 1 0 0 1 को देखें यह पर्टिकुलर केस को जब भी D 0 है आउटपुट 0 है और जब भी D 1 है आउटपुट 1 है तो यह चीज जो ट्रुथ टेबल हमने फोन किया है उससे भी एवीडेंट है इसे हम POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे तो 3 वेरिएबल केस के लिए हमने जो पहले उदाहरण देखा था 2 4 5 6 7 अब यह मैक्सटर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हमें 0's को कवर करना होगा तो इसमें मैक्सटर्मस 0 1 3 है तो इन मैक्सटर्मस को हमें कवर करना है तो जब इन मैक्सटर्मस को हम कवर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह 0 0 है जो कांस्टेंट रह रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो मैक्सटर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे की हम जानते हैं जहां पर भी 0 रहेगा वह अन कंप्लीमेंटेड तरीके से जाएगा और जहां पर भी 1 रहेगा तो वह कंप्लीमेंटेड तरीके से जाता है तो यह सम टर्म है जो कि यहां पर A प्लस B और इस केस में A कांस्टेंट रह रहा है वैल्यू 0 के साथ तो A अनकंपलीमेंटेड ही जाएगा और C कांस्टेंट रह रहा है वैल्यू 1 के साथ तो वह कंप्लीमेंटेड तरीके से जाएगा याने की C बार तो यह दो सम टर्म मिलता है जिसे हम AND करेंगे मिनिमाइजड POS रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए और यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ अप्लाई करें तो हमें A प्लस B प्लस C प्राइम ऐसे मिलेगा जो हमें SOP बेस्ड मिनिमाइजेशन के लिए मिला था जहां पर हमने सारे 1's को कंसीडर किया था तो जो हमने डोंट केयर कंडीशन के लिए देखा था वैसा ही सिमिलर चाहिए यहां पर भी होता है POS रिप्रेजेंटेशन के डोंट केयर कंडीशन के लिए तो वही उदाहरण जो हमने पहले देखा था तो 0's जो मैक्सटर्म को रिप्रेजेंट करता है वह 0 2 4 6 8 यानी कि इवन पोजीशन सारे 0's है तो मैक्सटर्मस 10 से लेकर 15 तक डोंट केयर वैल्यूस है तो यही आप देख सकते हैं कि10 से 15 डोंट केयर वैल्यू रहता है अब हमें 0's का सबसे बड़ा ग्रुप फॉर्म करना है फिर से एजस में लॉजिकल एडजेंसी है जो सबसे बड़ा ग्रुप जो फॉर्म हो सकता है इसे कंसीडर करके और यहां पर क्या कांस्टेंट रहता है तो आप देख सकते हैं केवल D ही कांस्टेंट रह रहा है वैल्यू0 के साथ और POS रिप्रेजेंटेशन में वैल्यू 0 मतलब कंपलीमेंटड वर्शन सम टर्म में आएगा और यहां केवल एक ही सम टर्म फॉर्म हो रहा है मेरा मतलब है और कोई टर्म या दूसरा वेरिएबल नहीं है तो X इक्वल टू D है तो रूल कहता है कि हमें सारा 0's को कवर करना है जो वेरिएबल कांस्टेंट रहता है वह सम टर्म फॉर्म करता है 1 है तो प्राइम है और 0 अनप्राइमड है इन सारे सम टर्मस का प्रोडक्ट जनरेट करते हैं और अगला यह कि हम इन डोंट केयर को 0 कंसीडर करते हैं जहां भी वह हमें बड़े साइज का ग्रुप फॉर्म करने में मदद करता है तो डुअल सर्किट एक ऐसी चीज है जो कि काफी यूज़फुल है जो हम इस कांटेक्स्ट में डिस्कस करना चाहेंगे तो जो सर्किट हमने पहले देखा था वह एक 2 लेवल प्रेजेंटेशन मैक्सटर्म को कंसीडर करते हुए उस पर्टिकुलर कंसीडरेशन में हमने देखा कि कोई भी SOP को हम NAND NAND में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी POS को हम NOR NOR मैं कन्वर्ट कर सकते हैं फिर चाहे वह मिनटर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हो या मैक्सटर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हो डिमॉर्गन थ्योरम के फर्स्ट और सेकंड थ्योरम के इस्तेमाल से उन दो रिस्पेक्टिव केसस के लिए तो यह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अगर यहां पर भी वह चर्चा को लेंगे और हम इस उदाहरण को देखेंगे तो यह एक पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल है तो यह इसका करेस्पॉन्डिंग NAND NAND रिप्रेजेंटेशन है यदि हमें इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल को NOR NOR से रिप्रेजेंट करना हो तो बेसिकली हम POS रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं POS रिप्रेजेंटेशन में हम सारे 0's को कंसीडर करते हैं और हमें डायरेक्टली NOR NOR सर्किट मिलता है दूसरा तरीका है जिससे हम इस चीज को देख सकते हैं वह यह कि तो सबसे पहले हम Y कंसीडर करते हैं फिर Y प्राइम कंसीडर करते हैं तो Y प्राइम मतलब उसका इंवर्जन तो जहां पर भी 0 है वहां पर 1 होगा तो यह केसस है तो जो करेस्पॉन्डिंग सर्किट हमें यहां पर मिलता है इन दो ग्रुप को कंसीडर करने के बाद वह A प्राइम B और A प्राइम B C प्राइम D है यह A प्राइम B C प्राइम D है तो यह है जो आपको मिलता है और यह आपका A प्राइम B है तो इससे हमें करेस्पॉन्डिंग NAND NAND सर्किट मिलता है AND OR सर्किट के बजाय अब अगर आप इस पर्टिकुलर सर्किट को देखते हैं तो NAND को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से A बार प्लस B बार में तो इसका मतलब बबल्ड OR है इस तरीके से हम कर रहे हैं और NAND गेट बबल्ड OR गेट बन रहा है इसका मतलब A बार यह इनवर्टर में है जो OR गेट के पहले लगा रहे हैं तो इन इनवर्टर को हम यहां पर ला सकते हैं तो A A प्राइम बन जाता है और B B प्राइम बन जाता है अब यह जो बबल्स है यहां पर उसे इस प्लेस पर ला सकते हैं तो यह एक OR गेट बन जाता है और आखिर में यह आउटपुट Y जो पहले Y बार था यदि आप इसका दूसरा बबल इनवर्टर लेते हैं तो वह Y बन जाता है तो यह आपका POS रिप्रेजेंटेशन बन जाता है केवल इस पर्टिकुलर सर्किट को कन्वर्ट करने से दूसरे सर्किट में जहां NAND गेटस को NOR गेट में कन्वर्ट करते हैं NOR को NAND मैं कन्वर्ट करते हैं और फिर सारे इनपुट और आउटपुट को कंप्लीमेंट करेंगे तो यह आउटपुट भी कॉन्प्लीमेंट हो रहा है तो इस तरीके से आपको डुअल सर्किट मिलता है डुअल तो NAND से आप को NOR मिलता है और NOR से NAND मिलता है जिसका मतलब NAND को NOR सिर रिप्लेस कर सकते हैं और NOR को NAND से रिप्लेस कर सकते हैं और सारा आउटपुट और इनपुट को कंपलीमेंट करते हैं तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन का आखिरी स्लाइड है तो एक चीज है जिसे हम सेल्फ ड्यूल फंक्शन कहते हैं तो ड्यूल फंक्शन क्या होता है ड्यूल फंक्शन एक ऐसी चीज है जहां पर यदि हम AND को OR के साथ चेंज करते हैं और OR को AND के साथ चेंज करते हैं तो जो हमें मिलता है वह दिया हुआ बुलियन फंक्शन का ड्यूल है FABABAB FDABABABABAB FABFDAB तो अगर यह फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का ड्यूल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर भी AND है उसे हम OR से रिप्लेस करते हैं और जहां पर भी OR है उसे हम AND से रिप्लेस करते हैं फिर सिंपलीफाई करने पर हमें यह मिलता है तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों डिफरेंट है तो यह दोनों सेल्फ ड्यूल नहीं है यह डुअल है और फंक्शन डिफरेंट है जोकि पॉसिबल है पर यदि आप एक दूसरा फंक्शन देखें AB प्लस BC प्लस CA देखते हैं तो यह 1 है और फिर से हम इसका ड्यूल लेंगे जिसका मतलब है AND को OR में चेंज करेंगे और OR को AND में चेंज करेंगे तो आप को A प्लस B AND B प्लस C AND C प्लस A मिलता है इसे आप यदि सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफिकेशन के बाद आपको वही फंक्शन वापस मिलता है तो यह F D और यह F AB सेल्फ ड्यूल है तो यदि आप AND एवं OR कुछ चेंज करते हैं तो ऐसे फंक्शन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है तो कब एक पर्टिकुलर फंक्शन सेल्फ ड्यूल बनता है क्या कोई रूल है हां रूल है तो उसके लिए हम उनके ट्रुथ टेबल देखते हैं FABCABBCCA FDABCABBCCAABBCCA FABCFDABC यदि आप ट्रुथ टेबल देखते हैं उस केस का जो कि सेल्फ ड्यूल नहीं था तो यह है जो आपको मिलता है तो हम पता कर सकते हैं कि यह दो मिनटर्म जो यहां पर है और अगर हम इस पर्टिकुलर केस को एक्सपांड करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग मिनटर्मस A प्राइम B C A B प्राइम C A B C प्राइम और A B C है और इस केस का A प्राइम B और AB प्राइम है अब एक चीज जिसकी जरूरत है एक फंक्शन को सेल्फ ड्युअल होने के लिए वह यह कि उसे न्यूट्रल होना होगा जिसका मतलब है नंबर ऑफ मिनटर्मस और नंबर ऑफ मैक्सटर्म दोनों इक्वल होना चाहिए इसका क्या मतलब है यह की फंक्शन आउटपुट में नंबर ऑफ 0's और नंबर ऑफ 1's सेम होना चाहिए अगर एक 2 वेरिएबल केस हो तो दो 0's और दो 1's होना चाहिए 3 वेरिएबल केस हो तो चार 0's और चार 1's होने चाहिए अगर यह सेटिस्फाई नहीं होता है तो वह एक सेल्फ ड्युअल फंक्शन नहीं हो सकता है तो यह पहला कंडीशन है पर वह सफिशिएंट नहीं है मतलब यह एक नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट नहीं दूसरी रिक्वायरमेंट की फंक्शन में म्युचुअली एक्सक्लूसिव मिनटर्म नहीं होना चाहिए तो म्युचुअली एक्सक्लूसिव मिनटर्म का क्या मतलब है तो अगर एक मिनटर्म है जैसे कि A B C तो उसका म्युचुअली एक्सक्लूसिव मिनटर्म A प्राइम B प्राइम C प्राइम होगा अगर एक मिनटर्म है जैसे कि A प्राइम B C तो उसका म्युचुअली एक्सक्लूसिव मिनटर्म A B प्राइम C प्राइम होगा तो यह म्युचुअली एक्सक्लूसिव मिनटर्म है तो यह म्युचुअली एक्सक्लूसिव मिनटर्म बुलियन एक्सप्रेशन के पार्ट नहीं होना चाहिए तो वह सेल्फ ड्युअल नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं A प्राइम B C उसका म्युचुअली एक्सक्लूसिव टर्म A B प्राइम C प्राइम है यह वाला इसका म्युचुअली एक्सक्लूसिव टर्म A B प्राइम C प्राइम है पर A B प्राइम C प्राइम यहां पर नहीं है तो A B C प्राइम कहां पर है यहां पर उसका म्यूच्यूअल एक्सक्लूसिव टर्म A B प्राइम C प्राइम है तो A B प्राइम C प्राइम कहां पर है तो यह A B प्राइम C प्राइम है तो यह 0 है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह पर्टिकुलर फंक्शन सेल्फ ड्युअल है क्योंकि वह दोनों केसस को सेटिस्फाई करता है जहां पर भी आप ऐसे केसेस को देखेंगे और यदि आप उसे एग्जामिन करेंगे तो आपको सेल्फ ड्युअल फंक्शन मिलेगा और जिसके लिए यदि हम AND एवं OR कुछ चेंज करते हैं सर्किट अलग दिख सकता है पर फंक्शन आउटपुट सेम ही रहेगा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में कोई भी अल्टरेशन के बिना तो अब हम सारांश लेंगे सारांश लेते हुए लॉजिकल एडजेंसी कार्नो मैप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन और सिंपलीफिकेशन का है SOP सिंपलीफिकेशन में सारे 1's को कवर करना पड़ता है ग्रुप फॉर्म करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ लार्जेस्ट इनटीजर पावर ऑफ 2 साइज के लॉजिकली एडजेसेंट ग्रुप्स से POS में हमें 0's को कवर करना होता है इनपुट साइड पर डोंट केयर कंडीशन को हम 0 या 1 ट्रीट कर सकते हैं जो कि डिपेंड है कि किस तरीके से वह हमें बड़े साइज का ग्रुप फॉर्म करने में मदद करता है और एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में मदद करता है सर्किट लेवल पर ड्युअलिटी AND OR को OR AND में कन्वर्ट कर सकता है और सेल्फ ड्युअ फंक्शन के लिए चेंज करने पर भी हमें वही फंक्शन मिलता है तो वह कोई डिफरेंस नहीं होता है पर AND एवं OR गेट का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है धन्यवाद